हमने अब तक विल्सन सोमरफेल्ड क्वांटम शर्तों के रूप में क्या किया है और कुछ अधिक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए हमने उस संगतता सिद्धांत पर भी काफी विस्तार से चर्चा की है जो क्वांटम यांत्रिक परिणामों का अनुमान लगाने और प्राप्त करने की ओर ले जाता है एक क्वांटम यांत्रिक परिणामों का विश्लेषण करता है मेरा अर्थ है कि क्वांटम संख्या n छोटा है शास्त्रीय परिणामों से n अनंत की ओर जाता है और हमें कुछ उत्तर मिल सकते हैं प्रश्न जो उठता है कि क्वांटम यांत्रिकी पूर्ण नहीं है हम नहीं जानते कि खुद से क्वांटम गणना कैसे करें और यहीं हाइजेनबर्ग आते हैं और अपना पहला शोध पत्र देते हैं जिसे हाइजेनबर्ग का जादुई शोध पत्र भी कहा जाता है मैं वह reference संदर्भ दूंगा मैं इसे forum मंच पर upload अपलोड करूंगा और आप इसे पढ़ सकते हैं उनका कहना है कि यदि आप quantum system क्वांटम निकाय का वर्णन करना चाहते हैं तो classical physics शास्त्रीय भौतिकी का reference संदर्भ न लें इस extrapolation बहिर्वेशन इन सब की कोशिश मत करें लेकिन क्वांटम यांत्रिक चीजों की सीधे गणना करें तो आज यह चर्चा का विषय यह होने जा रहा है क्वांटम यांत्रिकी पर हाइजेनबर्ग का शोध पत्र और कैसे वह पूरे सिद्धांत के क्वांटम संस्करण के साथ आने के लिए संगतता सिद्धांत का उपयोग करता है तो आइये देखते हैं क्या होता है तो अब तक हमने देखा है कि जब एक परमाणु n विकिरण करता है परमाणु से मेरा मतलब सामान्य क्वांटम यांत्रिक निकाय से है इसके अनुसार विकिरण करता है यह मान लीजिए कि सरल हार्मोनिक गति का प्रदर्शन कर रहा है तो मैं कहूँगा कि इसमें कुछ गुणांक या आयाम Ceiτnt है यह है कि गति इस प्रकार दिखती है और सामान्य गति xtCeiτnt होती है जहां n आवृत्ति है ∂E∂J जो n वें स्तर के संगत है हाइजेनबर्ग ने प्रश्न पूछा कि क्या हम वास्तव में एक इलेक्ट्रॉन या एक क्वांटम कण के trajectory प्रक्षेपवक्र को देखते हैं जो एक परमाणु में विकिरण कर रहा है और इसका उत्तर है नहीं मेरे पास कोई सिद्धांत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके में गति कर रहा है इसलिए उन चीजों के बारे में बात करना उचित नहीं है जिनको हम observe नहीं करते देख नहीं सकतें हैं और उनका पहला प्रस्ताव उन राशियों के terms पदों में क्वांटम सिद्धांत तैयार करना था जिन्हें हम observe करतें देखते हैं ऐतिहासिक रूप से यह सोच ऐतिहासिक रूप से आइंस्टीन की एक संगोष्ठी में टिप्पणी से प्रेरित थी इसलिए वे कहते हैं कि क्वांटम सिद्धांत को राशियों के terms पदों में तैयार करें जिन्हें हम एक परमाणु निकाय में देखते हैं और जितना संभव हो सके शास्त्रीय के करीब रहें न्यूनतम परिवर्तन करें तो वे जो प्रस्तावित करतें है वह है कि मैं classical शास्त्रीय और quantum क्वांटम के बीच आगे और पीछे जा रहा हूँ शास्त्रीय रूप से हमारे पास xtCeiτωt था जहां ये आयाम हैं यह xt है और कौन सा xt वास्तविक है और इसका तात्पर्य है कि C C के बराबर होना चाहिए हम इसे कैसे देखते हैं यह देखने के लिए कि xtτ ∞Ceiτωt लिखें मैं इसे τ ∞CeiτωtC τe iτωt के रूप में लिख सकता हूँ क्योंकि अब यह प्लस और माइनस दोनों को कवर करता है और इसके वास्तविक होने के लिए मेरे पास CC होना चाहिए इतना ही नहीं अगर मैं ऐसा करता हूँ और लिखता हूँ तो आइए अब हम केवल C को वास्तविक मानें तो मेरे पास xt02Ccosτωnt है तो यदि वास्तविक cosτωn गति का आयाम लिया जाए तो आयाम 2Cहै इस प्रकार शास्त्रीय परिणाम के रूप में लिखें आइए हम संगत क्वांटम यांत्रिक परिणाम को देखें जो हाइजेनबर्ग का प्रस्ताव है तो classical शास्त्रीय मुझे लिखने दें और फिर से classical शास्त्रीय xtCeiτωt C C τ x के लिए यांत्रिक रूप से वास्तविक क्वांटम होते हैं हम xt नहीं देखते हैं इसका मतलब है कि मैं trajectory प्रक्षेपवक्र को observe नहीं करता हूँ इसलिए हाइजेनबर्ग ने xt को संगत C के संग्रह और आवृत्ति τωn से प्रदर्शित करने का प्रस्ताव दिया जो क्वांटम यांत्रिक रूप से कुछ भी नहीं बल्कि C है वास्तव में Cnn τ है जो कि n वें से n τवें स्तर तक संक्रमण के संगत आयाम है और τωn और कुछ नहीं है बल्कि ω के संगत n τ से संक्रमण है जो कि En En τ ℏ के बराबर है इसलिए मैं xt नहीं लिखूंगा क्वांटम यांत्रिक रूप से xt नहीं लिखते हैं बल्कि इसका representation प्रतिनिधित्व लें और हम presentation प्रस्तुति कैसे ले रहे हैं तो एक xt दिया गया है इसे Cnn τ और संगत आवृत्ति nn τ द्वारा दर्शाया जा रहा है जो मैंने दिया कि वे क्या हैं और सभी n और इस तरह represent प्रदर्शित करता है तो यह संख्याओं का एक संग्रह बन जाता है और इस तरह आप represent प्रदर्शित करते हैं कि कैसे observable प्रेक्षणीय हैं क्योंकि पहले मैंने कहा था कि उन्होंने observable प्रेक्षणीय के terms पदों में सिद्धांत तैयार किया था तो क्या वे observable प्रेक्षणीय हैं nn τ एक observable प्रेक्षणीय है क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह विकिरण की आवृत्ति है और 2Cnn τ आयाम है और इसलिए Cnn τ2 तीव्रता के समानुपाती होता है इसलिए हम दो राशियों nn और Cnn का प्रस्ताव कर रहे हैं जो निकाय की क्वांटम प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं मैं सिर्फ यह note ध्यान करना चाहता हूँ कि यह गतिकी स्तर पर बदल गया है अर्थात kinetics गतिकी तय नहीं है हम सिर्फ kinematically गतिज रूप से सेट करते हैं इस तरह हम राशियों को प्रदर्शित करने जा रहे हैं संगत वेग के बारे में कैसे संगत वेग v जो और कुछ नहीं है बल्कि xt है जो ddtx है inn Cnn द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है और संगत आवृत्ति nn है मुझे यह factor गुणक कैसे मिलेगा यह factor गुणक इसलिए है क्योंकि मैं फिर से समझाता हूँ कि शास्त्रीय रूप से क्या हुआ हमारे पास था xt∑Ceiτωt इसका derivative अवकलन xtiωτCeiτωt और यह इस पूरी चीज़ से बदला जा रहा है इसलिए हम classical शास्त्रीय के साथ एक संगतता बना रहे हैं लेकिन परिवर्तन कर रहे हैं कि अब गति के किसी भी फूरियर घटक को n वें से वें स्तर तक संक्रमण के संगत संख्या से replaced प्रतिस्थापित किया जा रहा है तो हमारे पास xt का representation है जो संख्याओं Cnn τ का संग्रह है और संगत आवृत्ति nn τ जो En En τℏ के बराबर है 2 संबंधित है वास्तव में आवृत्ति nn τ पर विकिरण की तीव्रता के समानुपाती है तो यह गतिज परिवर्तन है कि सुझाव दिया गया है कि अन्य सभी संबंधित यांत्रिक चरों की गणना की जा सकती है उदाहरण के लिए हमने कहा कि v inn Cnn और nn द्वारा represent प्रदर्शित किया जा रहा है और यह इसलिए आता है क्योंकि हम लिखने जा रहे हैं तो मुझे इस बार Cnn की समय निर्भरता लिखने दें जो Cnn einn t के रूप में दी गई है यह सीधे classical result शास्त्रीय परिणाम से ले रहा है और इसलिए मैं derivative अवकलन ले कर v लिख सकता हूँ इसी तरह मैं कोणीय संवेग या जो कुछ भी लिख सकता हूँ अगला प्रश्न यह उठता है कि हम इन राशियों का गुणा जोड़ बाकी कैसे करते हैं संक्षेप में हम इन राशियों पर बीजगणितीय संक्रियाएँ कैसे करते हैं और इसके लिए हाइजेनबर्ग द्वारा निर्देशित किया गया था कि आवृत्तियों का संयोजन कैसे होता है तो पहला प्रश्न दो राशियों को जोड़ें माना कि मैं x1 x2 जोड़ना चाहता हूँ जो subtraction घटाव का भी ध्यान रखता है इसे Cnn m और दूसरी राशि के लिए पहली राशि प्लस Cnn m द्वारा दर्शाया जाएगा और संगत आवृत्ति nn है आवृत्ति यह है कि मैं वही रखूं जो मैं देखता हूँ कि जोड़ और घटाव का ध्यान रखा जाता है और अधिक महत्वपूर्ण multiplication गुणन है मान लीजिए मेरे पास दो राशियाँ X और Y हैं अब इन्हें इन संख्याओं द्वारा दर्शाया जाता है हम इसे Cnn τx और nn τ कहते हैं और इसे Dnn τ और nn τ मैं इन दोनों को कैसे जोड़ूं add करूँ तो classically शास्त्रीय या classical limit शास्त्रीय सीमा में संगतता सिद्धांत का उपयोग करते हुए हमारे पास क्या है yt∑Deiτωnt होगा मैं इस x को Ceiαωnt के रूप में भी लिख सकता हूँ और मैं y को Deiβωnt के रूप में लिख सकता हूँ और इसलिए classically शास्त्रीय रूप से xt×ytαβCDeiαβωnt होगा इस तरह मैं इसको क्वांटम यांत्रिकी रूप से प्रदर्शित करना चाहता हूँ तो आइए देखें कि आइए हम xt×yt के लिए classical result शास्त्रीय परिणाम लिखते हैं αβCDeiαβωnt है और क्वांटम यांत्रिकी के केस में ऐसा नहीं होने जा रहा है क्योंकि क्वांटम यांत्रिकी के केस में मुझे केवल उन्हीं आवृत्तियों को रखने की अनुमति है जिन्हें देखा जा सकता है अत किसी भी स्वेच्छ आवृत्ति को नहीं देखा जा सकता है उदाहरण के लिए मान लें कि मेरे पास दो स्तर तीन स्तर n हैं यदि n से α और n से β तक कोई संक्रमण हो रहा है तो यह इन दो आवृत्तियों का योग होगा लेकिन मैं इस आवृत्ति को नहीं देख सकता आवृत्ति जो मेरे पास हो सकती है देखें आवृत्ति है nn और इसमें से एक है n यह n है n है और एक जो n से n मैं उस आवृत्ति को देख सकता हूँ तो जिसे Rite frequency combination rule आवृत्ति संयोजन नियम के रूप में जाना जाता है जिसके अनुसार मैं आवृत्ति nn जो कि nn n n देख सकता हूँ इन सभी आवृत्तियों को जोड़ा नहीं जा सकता ठीक है देखी गई सभी आवृत्तियों को इसे कभी कभी चक्रीय रूप में भी लिखा जाता है जो n nn n n 0 है जिसे Rally frequency sum rule रैली आवृत्ति योग नियम या combination rule संयोजन नियम के रूप में जाना जाता है तो सभी आवृत्ति क्या देखा गया डेटा इस नियम का पालन करते है आप यह कल्पना कर सकते हैं कि केवल मैं केवल उन आवृत्तियों को देखता हूँ जो एक स्तर के संयोजन से दूसरे स्तर तक आते हैं और दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक मैं आवृत्ति को मनमाने ढंग से combine संयोजित नहीं कर सकता अत इस शास्त्रीय परिणाम को क्वांटम यांत्रिकी अर्थ में लिखते समय मुझे सावधान रहना होगा मैं केवल कुछ संयोजन चुन सकता हूँ तो आइए देखते हैं तो प्रश्न तो मुझे यहाँ एक प्रश्न है कि इसका क्या अर्थ है कि आवृत्तियों को यादृच्छिक तरीके से नहीं जोड़ा जा सकता है दूसरे शब्दों में combination principle संयोजन सिद्धांत क्यों इसलिए जैसा कि मैंने पहले कहा था मान लीजिए कि मैं कई स्तर लेता हूँ जो आवृत्ति मैंने देखी वह नहीं हो सकती है उदाहरण के लिए मैं इस combination संयोजन को नहीं देख सकता यदि मैं मान लेता हूँ कि यह आवृत्ति 1 है यह आवृत्ति 2 है 1 2 नही देखी observe की गयी है इसलिए मैं सभी आवृत्तियों को नहीं ले सकता और उन्हें किसी भी तरह से जोड़ नहीं सकता जैसे कि क्या देखा जाता है हालाँकि क्या यह प्लस यह है या दूसरा यह प्लस यह है इसलिए उन्हें इस तरह से combine संयोजित करना होगा जो Ritz combination principle रिट्ज संयोजन सिद्धांत का पालन करता है या आप कह सकते हैं कि मुझे एक विशेष आवृत्ति दिखाई देती है जहां हमारे कुल संक्रमण को दो क्रमागत संक्रमणों में तोड़ा जा सकता है जो इसे देखने का एक भौतिक तरीका है यहां मैं नहीं तोड़ सकता उदाहरण के लिए classical case शास्त्रीय मामले में मैं तोड़ नहीं सकता मैं इसे बाईं ओर दिखा रहा हूँ इन दो संक्रमणों में गुलाबी रंग में दिखाया गया संक्रमण और इसलिए मैं इस तरह से आवृत्ति को जोड़ नहीं सकता तो वापस xtyt करने के लिए तो मेरे पास केवल वे आवृत्तियाँ होनी चाहिए einn और जो कुछ भी नहीं बल्कि einn n n है मुझे लगता है कि उन्हें केवल इस तरह से combine संयोजित करें nn n n यह एकमात्र तरीका है जिससे मुझे combine संयोजित करना चाहिए जो समझ में आता है क्योंकि मैं nn लिख सकता हूँ जो कि ℏ जैसा En EnEn En ℏ है जहां n अब कोई मध्यवर्ती अवस्था हो सकती है उदाहरण के लिए फिर से वापस इस उदाहरण पर जाकर मैं इन ऊर्जा स्तरों को बनाऊंगा मान लीजिए कि यह मेरा n वां स्तर है जिसका मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ यह आवृत्ति nn' या तो यह ऊपर जाना चाहेगा या नीचे आना चाहेगा और ये सब चीजें लेकिन उन्हें इस तरह से combine संयोजित करना होगा और इसलिए अगर मैं इस तरह की आवृत्ति का संयोजन कर रहा हूँ तो संगत यदि मैं इसके अनुसार C लेता हूँ तो यह Cnn होगा और y के लिए यह Dnn α β होगा और इसलिए मेरे पास xtyt होना चाहिए मान लीजिए कि मैं इस पद nn α β को प्राप्त करना चाहता हूँ यह nCnnDnn α βeinnnn α β के बराबर होना चाहिए तो आपने इसे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एक प्रयोगात्मक परिणाम के संयोजन से किया जिसे रिट्ज आवृत्ति संयोजन नियम कहते हैं और फिर वास्तव में यह देखते हुए कि मैं इसे कैसे जोड़ सकता हूँ तो हम जो प्राप्त कर रहे हैं इसलिए मैं सामान्य रूप से लिख सकता हूँ X Ynn घटक nXnnYnn द्वारा दिया जा रहा है और modern language आधुनिक भाषा में मुझे पता है कि यह और कुछ नहीं बल्कि मैट्रिक्स गुणन मैट्रिक्सों का गुणन Xn n' and Yn n' है दो matrices आव्यूह मैं उनका गुणनफल कर रहा हूँ तो हाइजेनबर्ग उस समय matrix mechanics मैट्रिक्स यांत्रिकी को नहीं जानते थे भौतिकशास्त्रियों ने उसका उपयोग नहीं किया था उन्होंने इसके माध्यम से इसकी खोज की थी तो जो कि एक और महानता है तो उन्होंने अब दिखाया है कि गतिज परिवर्तन करते हैं और प्रेक्षण योग्य राशियों द्वारा गतिशील चर को प्रदर्शित करते हैं और इसका अर्थ है कि विकिरण का आयाम और आवृत्ति obserbve की देखी जाती है तो x जैसी एक राशि को दर्शाया जाएगा अब मुझे इसे लिखने दें x11 x12 ei12t और इसी तरह ऊर्ध्वाधर पक्ष पर x21 ei21t x22 x23 ei23t और इसी तरह जहां nn को En En ℏ के रूप में दिया जाता है और यह n और n के आधार पर ऋणात्मक या धनात्मक हो सकता है इसलिए सभी राशियां जिन्हें मैं मैट्रिक्स द्वारा प्रदर्शित करने जा रहा हूँ और जिस क्षण मैं मैट्रिक्स कहता हूँ मुझे यह भी पता है कि उन्हें कैसे गुणा किया जाना चाहिए इसका परिणाम यह है यदि मैं xtyt लेता हूँ जो X मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स का मैट्रिक्स गुणनफल है यह Y X जैसा नहीं है जैसा कि हम मैट्रिक्स बीजगणित से जानते हैं तो यह y x के समान नहीं है तो इस representation से यह भी पता चलता है कि गुणन का सामान्य क्रमविनिमेय नियम क्वांटम यांत्रिक प्रदर्शन पर लागू नहीं होता है यह सोचने के शास्त्रीय तरीके से एक बड़ा गतिज परिवर्तन है कि अब x गुना y y गुना x के समान नहीं होगा और यह एक departure विचलन था और संक्रमण की दर या बाहर निकलने वाली ऊर्जा की दर जो एक परमाणु के लिए तीव्रता है 2 के समानुपाती होने जा रही है मान लीजिए कि यह संक्रमण n n से हो रहा है यदि मैं सीधे Cn की गणना कर सकता हूँ तो मेरे पास मेरा जवाब है कि मैं problem समस्या को क्वांटम यांत्रिक रूप से हल करता हूँ यह कैसे किया जाता है क्वांटम स्थितियां क्या हैं और यह कैसे गतिशील है यह अगले दो व्याख्यानों का विषय होगा